λ की छोटी वैल्यू के लिए यह सभी लंबाई λ4 से ज्यादा नहीं होगी और उस क्षण जब यह लंबाई λ4 से ज्यादा होगी तो आप कह सकते हैं कि यहां यह लंबाई अगर यह λ4 से ज्यादा है जिसको हम कहते हैं कि एक शार्ट सर्किट पर समाप्त होती है यह लंबाई एक कैपेसिटर की तरह व्यवहार करना प्रारंभ करेगी इसलिएश्रेणी पथ में एक कैपेसिटर वास्तव में एक हाई पास फिल्टर की तरह व्यवहार करेगा तो यह जोयहां हो रहा है यह चीजें एक हाई पास फिल्टर की तरह व्यवहार करना प्रारंभ करती हैं इसके बादखासकर इस क्षेत्र मेंएक बैंड पास फिल्टर क्यों है